सतह पर तरंगों का परावर्तन तनावपूर्ण तार पर तरंग अभी तक हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों ऊर्जा के संचरण संवेग के संचरण और इन सब चीजों के बारे में बात की है इस व्याख्यान में हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कि जब विद्युत चुंबकीय तरंगे दो अलग अलग माध्यमों की सतह पर आती है तब क्या होता है हम सब यह जानते हैं कि वे या तो संचारित होती हैं या परावर्तित हो जाती है वास्तव में हम यह समझना चाहते हैं कि वे गुणांक क्या होते हैं और यह हम मैक्सवेल के समीकरणों और परिसीमा प्रतिबंधों के आधार पर प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं मैं यह देखता हूं कि सतह पर यांत्रिक तरंगों के कारण परावर्तन क्यों होता है और उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करते हैं इसलिए इस व्याख्यान में हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के सतह पर परावर्तन पर ध्यान देंगे और हम अपने आप को यही रोकेंगे क्योंकि हम उस तथ्य को जानना चाहते हैं जब दो तरंगे एक सतह पर नार्मल गिरती हैं परंतु सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यह सतह ही है जो परावर्तन को बढ़ाती है चलिए सबसे पहले यह समझते हैं कि यदि एक यांत्रिक तरंग हैउदाहरण के लिए मैं एक तार पर तरंग को ले सकता हूं हम तार पर तरंग को लेते हैं जो जा रही है और मान लेते हैं कि हम दो अलग अलग तार ले रहे हैं एक का द्रव्यमान है 𝝻1 प्रति मीटर स्क्वायर और दूसरे वाले का द्रव्यमान थोड़ा अलग 𝝻2 प्रति मीटर स्क्वायर है तब इस सतह पर क्या होता है यदि एक तरंग आती हैचलिए मानते हैं कि तरंग यहां मिलती है और तब दूसरी तरफ वहीं तरंग माने की इस तरह जाती है तो क्या होता है अब इस बिंदु पर विस्थापन y है चलिए यहां x0 लेते हैं सामान्यतः बिना किसी नुकसान के आपतित किरण yI है और परावर्तित किरण yT है चलिए कहते हैं कि यहां कोई परावर्तन नहीं होता है मान लीजिए कोई परावर्तन नहीं होता है तब क्या होगा मैं जानता हूं कि यदि मैं दोनों तरफ से आता हूं तो विस्थापन समान होगा इसलिए x0 होने पर मेरे पास yI yT होगा एक और समीकरण के बारे में क्या यदि मैं इस बिंदु पर यहां देखता हूं तो यहां द्रव्यमान 0 है आप कल्पना कर सकते हैं कि यह 0 द्रव्यमान का बहुत छोटा बिंदु है और इसलिए सतह पर इस बिंदु पर बल शून्य होगा अन्यथा यह अनंत त्वरण के साथ जाएगा और बल किस तरह दिया जाएगा यह हम आगे की स्लाइड्स में देखते हैं यदि बाएं हाथ की तरफ यह मेरी सतह है मेरे पास यह विस्थापन है दाएं हाथ की तरफ मेरे पास दूसरा विस्थापन है तब सतह पर यदि मैं उल्टे हाथ की तरफ से देखता हूं तो तार में तनाव T है यह याद रखें कि मैं आयाम बहुत छोटा ले रहा हूं ताकि T समान रहे और इसलिए इस बिंदु पर एक बल इस कोण पर T समय के लिए लगता है जो कि कोण थीटाθहै यह एक क्षैतिज घटक t cosθ देता है चलिए इसे θ1 कहते हैं क्योंकि मैं बाई तरफ से आ रहा हूं और ऊर्ध्वाधर घटक t sinθ1 दाएं तरफ मेरे पास समान तनाव है परंतु यह कोण θ2 बना रहा है इसलिए क्षैतिज बल होगा t cosθ2 और ऊर्ध्वाधर बल t sinθ होगा लगभग छोटे कोण के लिए या छोटे आयाम के कोण के लिए मैं cos θ1 और cos θ2 का मान 1 ले सकता हूं क्षैतिज घटक रद्द हो जाएंगे और आपको 0 देंगे क्योंकि नीले वाले का घटक दाई तरफ है और लाल वाले के घटक बाई तरफ है हालांकि ऊर्ध्वाधर घटक क्योंकि मैं t cosθ ले रहा हूं sinθ2 ऊपर की तरफ होगा इसलिए यह होगा Tθ2 θ1 θ1 लगभग tan θ1 के बराबर होगा जो कि dyIdx के बराबर होगा इसी प्रकार tan θ2 स्पर्श रेखा है जो dyTdx के समान होगा और इसलिए कुल बल TdyTdx dyIdx होगा और इस प्रकार पहली समीकरण से मैं लिख सकता हूं कि दोनों तरंगे दाएं तरफ जाएंगे इसलिए TdyTdt 1v2 जहां v2 दाएं तार में वेग है प्लस 1v dyIdx यह शून्य होना चाहिए θ1 tan θ1 yIx θ2 tan θ2 yTx Net force TyTx yIx T 1v2yTt 1v1yTt इसलिए मेरे पास जो 2 समीकरण है एक यह इस तार की जो बाएं हाथ की तरफ हैं और एक दाएं हाथ की तरफ के तार की मेरे पास क्योंकि yI yT और मेरे पास है 1v2dyTdt 1v1dyTdt0 क्योंकि yI yT इसलिए हर समय मेरे पास है dyTdtdyIdt हैं क्योंकि यह हमेशा एक ही फेस में रहते हैं यह स्थिति हर समय पूरी की जाती है और इसलिए 1v21v1dyTdt जीरो के बराबर होगा yI yT yTt yIt 1v21v1yTt 0 इसका मतलब है कि या तो ढाल जीरो है अर्थात केंद्र बिंदु पर या इन्हें जोड़ने वाले बिंदु पर कोई गति नहीं है या गति समान है तब दोनों माध्यम एक ही है और फिर पूरी तरंग संचारित होगी यह निश्चित रूप से शून्य नहीं हो सकता तब मैं समीकरण को कैसे संतुष्ट करूंगा या तो मुझे dyTdt शून्य मिलेगा जो कि संभव नहीं है या गति समान है सभी समीकरणों को हर समय हल करने के लिए मुझे यह मानना होगा कि यहां हमेशा yR भी होगाइसलिए जब भी एक सतह होती है और सतह के दोनों तरफ गति अलग अलग होती हैवहां एक परावर्तित तरंग भी होती हैअन्यथा इन समीकरणों को हल करने में समस्याएं उत्पन्न होंगी जो वास्तविक प्रकृति समीकरण है तो अब हम यह कहने जा रहे हैं कि यदि हम तार के इस तरफ अलग द्रव्यमान और दाएं तरफ अलग द्रव्यमान ले तो यहां एक आपतित तरंग और परावर्तित तरंग होगी जिनका विस्थापन y I और yR होगा और y T विस्थापन के साथ संचारित तरंग भी होगी पुनः क्योंकी सतह पर हर समय हमारा विस्थापन समान है इसलिए मेरे पास y I yR y T होगा जो कि मेरी पहली समीकरण है मेरे पास कुल बल भी 0 होना चाहिए बाएं हाथ की तरफ कुल विस्थापन y I yR है और इसका ऊर्ध्वाधर घटक पुनः थीटा θ अब dyIyRdxT यह बाएं तरफ कुल बल होगा यह ऋण आत्मक है और दाई तरफ T dyTdxमिलेगा और इन दोनों का सम 0 होगा यह मेरा दूसरा समीकरण है चलिए अब हम इन्हें समय के समीकरण टाइम इक्वेशन में चेंज करते हैं मेरे पास यह T है जिसे मैं हटा सकता हूं क्योंकि यहां दाएं तरफ जीरो है तो अब मेरे पास है dyIdx dyRdx dyTdx यहां हम इन सबको धनात्मक ले सकते हैं आपतित किरण बाएं से दाएं आती हैइसलिए हम इस को 1v1dyIdt लिख सकते हैं परावर्तित किरण बाएं तरफ से जाती है इसलिए इस को 1v1dyRdt लिख सकते हैं और यह 1v2dyTdt के बराबर होगा पुनः क्योंकि विस्थापन हर समय बराबर है और इसलिए मैं टाइम डेरिवेटिव निकाल लूंगा और मैं yIv1 yRv1 yTv2 इस तरह से लिख सकता हूं या v2yI v2yR v1yT इस तरह लिख लूंगा यह मेरी दो समीकरण है मैं इन दोनों समीकरणों को हल करता हूं और मुझे yT yR का हल yI के रूप में मिलेगा चलिए ऐसा करते हैं yI yR yT TyIyRx TyTx0yIx yRx yTx 1v1yIt 1v1yRt 1v2yTt yIv1 yRv1 yTv2 v2yI v2yR v1yT Refer Slide Time 1112 तो अब मैं अगली स्लाइड पर पुनः समीकरण लिखता हूं मेरे पास है yI yR yT समीकरण 1 v2 yI v2 yR v1 yT समीकरण 2 समीकरण एक को v1 से गुणा करने पर और समीकरण 2 में जोड़ने पर मुझे मिलता है yI v1 v2yR 0 और यह मुझे देता है yR v2 v1v2v1x yI इस तरह आपको पता लग जाएगा कि yR क्या होगा इसी प्रकार जोड़ तोड़ करने पर आपको मिलेगा yT 2v2v2v1x yI चलिए परिसीमा प्रतिबंध जल्दी से जांच लेते हैं अब यदि मैं yI yR लेता हूंजो v2 v1v2v11yI के बराबर हैक्या वास्तव में मुझे 2v2v2v1देगा जो मेरा उत्तर है ध्यान दें कि v2 यदि v1 से कम होता है तो yR और yI विपरीत चिन्ह के होंगे इसका मतलब है कि यदि मेरे दाएं तरफ का तार भारी है तो यह 𝝁 को कम कर देता है और परावर्तित किरण का फेज बदल जाएगा जब हम एक तरंग को तार पर रखते हैं तब हमें यह उत्तर मिलता है आप भी इन आयामों से यह बता सकते हैं कि अंदर आने वाली ऊर्जा संचारित ऊर्जा और परावर्तित ऊर्जा के योग के बराबर होगी जो कि ऊर्जा संरक्षण के लिए जरूरी है बिल्कुल इसी तरह के समीकरण हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए भी प्राप्त कर सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए परिसीमा प्रतिबंध विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार रखी जाती है ठीक है और परिसीमा प्रतिबंध हमें यह बताती है कि आने वाले विद्युत क्षेत्र का आयाम क्या होगा कितना विद्युत क्षेत्र परावर्तित होगा और कितना संचारित होगा यह हम आने वाले व्याख्यान में देखेंगे yR v2 v1v2v1x yI yT 2v2v2v1x yI